हमारे पिछले दो सत्रों में हमने कॉर्पोरेट गवर्नेंस पर चर्चा की है अगर आपको याद हो पहले हमने चर्चा की कि शासन क्या है प्रमुख सिद्धांत क्या हैं और एक शासन संरचना क्या होती है पिछले सत्र में हमने शासन के वैश्विक मॉडल के विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की थी प्रमुख मॉडल एंग्लो यूएस मॉडल भी है और हमने प्राचीन भारतीय मॉडल की मुख्य विशेषताओं पर चर्चा भी की है आज हम एक बहुत ही दिलचस्प मामले के बारे में चर्चा करेंगे जिसे एनरॉन कहा जाता है यह 2001 में हुआ था जो सबसे बड़ी कॉर्पोरेट धोखाधड़ी में से एक है और शासन की विफलता का बहुत बड़ा उदारण है एक कंपनी जिसे असाधारण रूप से अच्छा दिखाया गया था सभी मानदंडों का पालन करते हुए और अत्यधिक सफल दिखाया गया था लेकिनवह पूरी तरह से एक धोखाधड़ी थी सो हम् देखेंगे कि यह सब क्या था इस मामले के बाद पूरी दुनिया में तंत्र शासन में बड़े बदलाव किए गए थे इसलिए हम एनरॉन मामले पर पहले दोनों चीजों पर चर्चा करने का प्रयास करेंगे अभी हम सिर्फ इसकी पृष्ठभूमि को देखेंगे और एनरॉन के दिवालियापन की कहानी क्या थी यह पता लगाएंगे एनरॉन एक ऊर्जा दिग्गज था यह मुख्य रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका में बिजली की आपूर्ति में शामिल था बाद में यह विनिर्माण क्षेत्र में चला गया और इसने पूरी दुनिया में बिजली संयंत्रों की शुरुआत की जब कंपनी का पतन हुआ तो कई संयंत्र चालू थे अब यह एक पेशेवर प्रबंधित कंपनी थी इसलिए किसी भी शेयरधारक के पास 21 प्रतिशत या 20 प्रतिशत से अधिक शेयर नहीं थी तौर पर यह तर्क यह दिया जाता है कि पेशेवर रूप से प्रबंधित कंपनियां उन लोगों से बेहतर हैं जो किसी समूह के अंतर्गत हैं तो प्रमुख शेयरधारक विभिन्न संस्थान निगम बैंक और छोटे निवेशक थे यह औपचारिक तरीके से र एक अमेरिकी कंपनी थी जिसकी प्रबंधन टीम बहुत अच्छी थी यह ह्यूस्टन में मुख्य रूप से ऊर्जा व्यापार और वितरण में आधारित थी और उन्होंने ऊर्जा निर्माण भी शुरू किया और यह ऊर्जा की वकालत और अविनियमन के लिए बहुत प्रसिद्ध था इसलिए वे वितरण के लिए बहुत स्वतंत्रता चाहते थे और उन्होंने इसपर बहुत खर्च किया था अपने अस्तित्व के केवल 15 वर्षों में यह महत्वपूर्ण कंपनी बन गई थी और 21000 कर्मचारियों के साथ अमेरिका की सातवीं सबसे बड़ी कंपनी बन गई थी और दुनिया में सोलहवीं सबसे बड़ी और सन 2000 में इसके शेयर की कीमत 90 डॉलर के स्तर पर पहुंच गई तो 8 से 9 महीने के भीतर शेयर की कीमत 40 डॉलर से 90 डॉलर हो गई थी और इसका बाजार पूंजीकरण 80 अरब तक पहुंच गया था याद रखें की 2001 में यह एक बड़ी राशि है और इसका राजस्व 139 बिलियन था तो यह बड़े और बहुत सफल अमेरिकी कंपनियों में से एक थी उनके लेखा परीक्षक आर्थर एंडरसन थे वे सलाहकार भी हुआ करते थे बोर्ड के पास14 सदस्य थे जिनमे केवल 2 सदस्य अंदरूनी सूत्र थे जो कार्यकारी निदेशक भी थे अन्य सभी बोर्ड के सदस्य विभिन्न परिवारों और विभिन्न समूहों से थे और वे सभी पेशेवर थे अधिकांश निदेशकों के पास कंपनी के कुछ स्टॉक भी थे जो कि सेवानिवृत्ति के समय उन्हें स्टॉक के विकल्प में दिए गए थे इसलिए न केवल कंपनी के रोजगार की अवधि के दौरान बल्कि भविष्य में भी वे कंपनी के शेयरों से बहुत पैसा कमा सकते थे ऐसी व्यवस्था की गई थी कागज पर यह ठोस व्यवस्था थी लेकिन वास्तव में कई बुरे काम हो रहे थे तो एंड्रयू फास्टो जो एक सीएफओ था उसने कोंडोर और रैप्टर से कुछ साझेदारियां बनाई थीं तो कंपनी के प्रमुख कर्मचारियों ने कुछ साझेदारी फर्मों का निर्माण किया था और मुख्य कंपनी एनरॉन को उन फर्मों में निवेश करने की अनुमति दी गई थी इसलिए वे निजी व्यवसाय कर रहे थे जिसमें केवल वे ही मालिक थे अब वर्ष 2000 में केनेथ ले एक बहुत ही महत्वपूर्ण राजनेता थे वह अमेरिका के राज्य के सचिव थे और बैठक मुख्य रूप से ऊर्जा नीति पर चर्चा के लिए थी जो 2001 में घोषित की गई थी और ऊर्जा क्षेत्र विशेष रूप से एनरॉन के पक्ष में थी एनरॉन का एक बहुत बड़ा राजनीतिक दबदबा था और वे अमेरिका की नीतियों का प्रबंधन उनकी कंपनी के लाभ के लिए कर सकते थे 14 अगस्त 2001 को सिर्फ 1 साल के भीतर जेफ स्किलिंग फिर से सीईओ बन गए अब यहाँ शेयर बाजार ने इसे गलत खबर माना क्योंकि सीईओ ने इस्तीफा दे दिया है इसका मतलब है कंपनी के साथ कुछ गलत है स्टॉक की कीमतें गिरने लगी क्योंकि अब निवेशक कंपनी की स्थिरता की चिंता में थे तुरंत एक चेन रिएक्शन हुआ खुद के स्टॉक के खिलाफ एनरॉन द्वारा हेजिंग की गई थी और स्टॉक की कीमतों में गिरावट के कारण एनरॉन को बहुत हानि होने लगी पहले से ही वे ऑपरेशन हानि झेल रहे थे और स्टॉकिंग मूल्य घटने के कारण कम समय के भीतर कंपनी दिवालिया हो गई और दिसंबर 2001 में वे दिवालिया हो गए यह उनके स्टॉक की कीमत का मूवमेंट है आगे देखे जनवरी 2000 में इसकी कीमत 40 थी यह 70 तक पहुँची अंततः 2000 के अंत तक यह 90 तक पहुंच गया और 2001 के अंत तक यह सिर्फ 1 डॉलर पर दुर्घटनाग्रस्त हो गया और कंपनी दिवालिया हो गई और इसे बंद करना पड़ा तो आप देख सकते हैं की की एक छोटी अवधि में शासन की विफलता और भ्रष्ट लोगों के कारण बहुत बड़ी कंपनी का पतन हो सकता है वे एक दूसरे को धोखा दे रहे थे लेकिन अंततः इससे कंपनी का पतन हुआ अब यह उनके दिवालियापन की प्रक्रिया थी अब यह जुलाई तक एक बहुत समृद्ध व्यवसाय के रूप में रिपोर्ट कर रहे थे लेकिन पहले तिमाही तक वे लाभ कमा रहा था जुलाई तिमाही में पहली बार उन्होंने बड़ा नुकसान होने की सूचना दी और अक्टूबर तिमाही के अंत में 600 मिलियन से अधिक का नुकसान हुआ जो कि बेहद आश्चर्यजनक था और स्टॉक की कीमतें 30 से 20 तक गिर गईं और नवंबर में यह ज्ञात हुआ कि वे इतने सालों से अपने मुनाफे को गलत दिखा रहे थे और दिसंबर में एनरॉन दिवालिया हो गया उनकी शासन संरचना बहुत जटिल है बेशक वहाँ शेयरधारकों और एक बोर्ड है बोर्ड में केन ले सीएफओ थे और टीम में अन्य लोग थे कंपनी की नीतियां और आचार संहिता लागू थी जिसे विनियमित करना चाहिए था लेकिन उनको उचित मार्गदर्शन नहीं मिला था जिन ऑडिटरों सब कुछ करना था उनके पास कई रिश्तों थे ऑडिटर होने के अलावा वे सलाहकार भी थे और विशाल धन राशि कमा रहे थे और एक तरह से कंपनी को अपने खातों में हेरफेर करने की अनुमति भी दे रहे थे बाहर की लॉ फर्में भी थीं जो सलाहकारों का हिस्सा थीं और वे बहुत वित्तीय मदद पा रही थी इसलिए वे भी एक उचित और एक स्वतंत्र पेशेवर का कार्य नहीं कर रहे थे आंतरिक ऑडिटर और व्हिसलब्लोअर जैसे अन्य कार्यात्मक भी विफल साबित हुए सीपी एसपी जैसी टीम थी जो प्रबंध टीम द्वारा की गई साझेदारी का हिस्सा थी और जो कंपनी की लागत पर लाभ कमा रही थी शेरोन वॉटकिंस और लेखा परीक्षक आर्थर एंडरसन दोनों को बताया और बहुत ही कम अवधि में बाजार को इस बारे में पता चला और कंपनी डूब गई अब चित्र में यह इंसान केनेथ ले इस दौरान वह प्रभारी थे और विभिन्न क्षमताओं में कंपनी उन्हें और बहुत से राजनीतिक योगदान दे रही थी उन्होंने राष्ट्रपति बुश को 2001 में 1 लाख डॉलर से अधिक का दान दिया और बुश ने उन्हें उनकी संक्रमण टीम के सलाहकार बनने को आमंत्रित किया था इसलिए कई लोग जो महसूस कर सकते हैं कि भारत में बहुत अधिक भ्रष्टाचार है अमेरिका में बहुत अधिक राजनीतिक भ्रष्टाचार है और एनरॉन एक बहुत ही चौंकाने वाला मामला है क्योंकि अमेरिका में दोनों प्रमुख दलों के लिए एनरॉन एक बहुत बड़ा दाता था और अप्रत्यक्ष रूप से उनका दुर्भावनाओं से पर्दा उठ रहा था अब इसके क्या कारण थे यह अकाउंटिंग फ्रॉड क्या था वास्तविक में लाभ बहुत कम था लेकिन सूचित किया गया लाभ बहुत अधिक था और यह सिर्फ 2000 में नहीं बल्कि यह पिछले चार वर्षों में 96 से 2000 तक लगातार लेखांकन जोड़तोड़ होती रही और इस तरह से मुनाफा खत्म होता गया अब ये कुछ लेखांकन खराबी हैं एक तो हमने देखा की लाभ की कमी थी कम मूल्यह्रास के रूप में खराब लेखांकन नीतियां हो रही थी और प्रावधान जहां आवश्यक था वहां किया नहीं गया विभिन्न संभावित जोखिमों को बताया नहीं गया की कंपनी को आकस्मिक देनदारियों के लिए प्रावधानों की आवश्यकता होती है इसलिए दुनिया के कई स्थानों पर उन्होंने तथाकथित मैन्युफैक्चरिंग प्लांट शुरू कर दिए जिसमे बहुत सारा पैसा लगा था लेकिन वे सब एनरॉन को बहुत अधिक रॉयल्टी देते थे तो वहाँ एक आंतरिक आय भी थी एनरॉन की पुस्तकों में वे इसे लाभ के रूप में और सहायक कंपनियों की पुस्तकों में वे इसे पूंजीगत व्यय के रूप में दिखाते थे जब कंपनी का भंडाफोड़ हुआ तो ज्ञात हुआ की अधिकांश जगह कुछ भी नहीं था वे सभी नुकसान में थे लेकिन 3 से 4 वर्षों के लिए वे इन खर्चों को पूंजी कार्य के रूप में दिखा रहे थे क्योंकि ऊर्जा उत्पाद की प्रकृति ऐसी है कि इसमें एक लंबा समय लगता है इससे पहले आप निवेश करते हैं और फिर बिजली का उत्पादन शुरू होता है और इसी अवधि में वे हिसाब के साथ खेलते रहे अगर आपको याद हो तो एनरॉन का प्लांट भारत में रत्नागिरि के दाभोल नामक स्थान के पास भी शुरू हुआ था जो एक कॉरपोरेट धोखाधड़ी और साथ साथ राजनीतिक धोखाधड़ी भी थी जो भारत में एनरॉन द्वारा की गई थी और इसके तहत एक सहायक संस्था थी जिसके द्वारा वैश्विक स्तर पर ऐसा हुआ लेकिन अमेरिकी पुस्तकों में इसे मुख्य रूप से लाभ के रूप में बताया गया जो आंतरिक आय से आ रहा था इसलिए संक्षेप में प्रस्तुत करते हुए ऑडिटरों के साथ हितों का टकराव हुआ था और उस समय दुनिया में प्रतिष्ठित लेखा परीक्षक आर्थर एंडरसन थे आपने बिग फोर नामक ऑडिट फर्म का नाम सुना होगा एनरॉन की ऑडिट फर्म इससे भी उच्च सम्मान की थी लेकिन वे कई परस्पर विरोधी भूमिकाओं में थे वे लेखा परीक्षक थे वे सलाहकार भी थे न्हें स्वचालित नवीनीकरण मिल रहे थे और वे धोखाधड़ी करने के लिए पार्टी भी थे इसलिए यह संबंध ऑडिटर की स्वतंत्रता को प्रभावित कर रहा था वहाँ लेखांकन और कर्मचारियों की नीति की भी विफलता थी स्वतंत्र निदेशक दुर्भावनाओं का पता लगाने में असफल रहे हमने अभी चर्चा की है कि बोर्ड में कार्यकारी निदेशक गैर कार्यकारी निदेशक और स्वतंत्र निदेशक भी शामिल हैं एनरॉन पेशेवर रूप से प्रबंधित कंपनी है इसलिए समूह को बढ़ावा देने जैसा कुछ नहीं था एकाउंटेंट वकील या कॉर्पोरेट पेशेवरों जैसे कई सम्मानित लोग बोर्ड में थे लेकिन वे खराबी का पता लगाने में विफल रहे कंपनी का एक बड़ा रिटायरमेंट फंड था पैसो को अपने स्वयं के स्टॉक में निवेश किया गया था जो शेयर की कीमतों के साथ भी खेलते थे यह कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति के लिए विनाशकारी नुकसान का कारण बना क्योंकि जब कंपनी बंद हुई तो कर्मचारियों ने नौकरी खो दी और उनके सेवानिवृत्ति के पैसे भी प्रभावित हुए लेकिन पूर्व सीईओ यहां पहले से ही काफी स्मार्ट थे इसलिएबड़े लोगों ने पहले लिए और छोटे शेयरधारकों को काफी नुकसान हुआ साथ ही एक राजनीतिक उलझन भी थी एनरॉन के साथ राजनीतिक दलों का एक बहुत मजबूत रिश्ता था इसलिए अमेरिकी सरकार उचित निगरानी में विफल रही यह प्रबंधकीयवाद के रूप में जाना जाता है और प्रबंधकों ने अपने स्वयं के साम्राज्य का निर्माण किया था वे पारिश्रमिक के रूप में और उनकी साझेदारी से कंपनी से आधिकारिक तौर पर बहुत लाभ कमा रहे थे बोर्ड में संघर्ष था इसलिए एनरॉन का बोर्ड इसे नियंत्रित करने और इसकी देखरेख करने में विफल रहा बोर्ड को कई अन्य संबंधों से भी लाभ हो रहा था बोर्ड के सदस्य स्वतंत्र माने जाते थे लेकिन वे परामर्श के रूप में एनरॉन से पैसा और अन्य शुल्क ले रहे थे इसलिए बोर्ड की स्वतंत्रता में अभाव था स्टॉक विकल्प योजनाएं भी थीं तो सीईओ प्रबंधक कर्मचारी बहुत खुश थे क्योंकि वे स्टॉक विकल्पों में से बहुत पैसा कमा रहे थे तो उनके पास एक अच्छा प्रोत्साहन था कि वे बेहतर लाभ के लिए अच्छा प्रदर्शन करें लेकिन यह लाभ में हेरफेर करने के लिए दुरुपयोग किया जा रहा था और उच्च लाभ दिखाया जा रहा था जो बदले में कंपनी के स्टॉक मूल्य को बढ़ावा दे रहा था लेकिन कम अवधि के लिए वे बहुत सारा पैसा प्राप्त करते थे नियंत्रण और प्रबंधन अतिव्यापी था हम पहले ही देख चुके हैं कि वहाँ कॉर्पोरेट साझेदारी थी और कोई स्वतंत्रता नहीं थी निजी फर्मों की साझेदारी फर्म एनरॉन के लिए वैध निवेश थे इसलिए एनरॉन उन फर्मों में निवेश कर रहा था और वे दोनों तरीकों से लाभ कमा रहे थे हम यह देख चुके हैं अब वित्तीय प्रबंधन की विफलता भी थी सीएफओ ने बहुत खराब काम किया था वित्तीय रिपोर्ट उनकी बैलेंस शीट और पी और एल बेहद जटिल थे यहां तक कि वित्त में विशेषज्ञ यह नहीं समझ पाए कि उन्होंने वहां क्या लिखा है कोई भी उचित नोट नहीं था कोई उचित विवरण नहीं थे इसलिए जानबूझकर भ्रमित करने वाले तरीके से खातों को एक में बनाया गया था अब रिपोर्टों की समीक्षा करने वाली विशेष टीम भी अपना काम करने के लिए विफल रही हम यह भी देख चुके हैं कि उनके रिटायरमेंट का 50 प्रतिशत से अधिक पैसा अपने स्टॉक में निवेश किया था कंपनी के प्रदर्शन को बढ़ावा देने से ज़्यादा शेयर की कीमतों को बढ़ावा देना आम लक्ष्य बन गया है अब इसके बाद कई सुधारों का सुझाव दिया गया था इसमें से एक था की ऑडिटर को अन्य सेवाओं को करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए क्योंकि यह उनकी स्वतंत्रता पर समझौता करता है सरकार और स्टॉक एक्सचेंजों को बहुत सतर्क रहने की जरूरत है और उन्हें यह मजबूत करने की जरूरत है की इनसाइडर ट्रेडिंग न हो क्योंकि एनरॉन के लोग अपने स्टॉक की कीमतों में इनसाइडर ट्रेडिंग में शामिल थे और की संपत्ति का प्रतिशत सेवानिवृत्ति निधि जो अपने स्वयं के स्टॉक में निवेश की जा सकती है उसे भी जांचना आवश्यक है एक बेहतर लेखांकन रिपोर्टिंग वित्तीय रिपोर्टिंग प्रणाली की आवश्यकता है मुझे लगता है कि हमने पी और एल और बैलेंस शीट के स्वरूपों पर चर्चा की है भारतीय प्रारूप बहुत बेहतर हैं और यह अमेरिकी प्रारूपों की तुलना में अधिक पारदर्शी भी है अब अमेरिका ने भी उन्हें बदल दिया है लेकिन कुल मिलाकर कम जटिल रिपोर्टिंग की आवश्यकता है ताकि बैलेंस शीट पी और एल नकदी प्रवाह को पढ़ना आसान है इसलिए ये सुधार थे जो सुझाए गए थे अब हम उन कानूनों को देखते हैं जो बदल गए थे और विशेष रूप से एनरॉन समस्या के कारण कानून में नए बदलाव किये गए थे थे लेकिन अमेरिका में कई अन्य कंपनियां ऐसी थी जिन्हें एसओएक्स या सरबानेस ऑक्सले अधिनियम कहा जाता था यह एक बहुत बड़ा कार्य है यह एक अमेरिकी कानून है लेकिन इसने अन्य देशों में भी नियमन को प्रभावित किया है इसलिए मैंने सारांश में यह बताने की कोशिश की है कि इससे ऑडिट करने के तरीके पर काफी असर पड़ा है कॉरपोरेट गवर्नेंस न केवल अमेरिका में बल्कि अन्य देशों में भी किया जाता है अब यह एक संक्षिप्त इतिहास है तो सर्बानस दोनों कांग्रेसियों के नाम हैं जिन्हें इस कानून में लाया गया है और यह सार्वजनिक कंपनी के लेखांकन सुधार और निवेशक संरक्षण अधिनियम बारे में है इसका दूसरा नाम कॉर्पोरेट लेखा परीक्षा और उत्तरदायित्व और पारदर्शिता अधिनियम है इसलिए प्रमुख उद्देश्य जनता का विश्वास बहाल करना था क्योंकि एनरॉन के बाद बहुत अधिक लालच के कारण निवेशकों का आत्मविश्वास खो गया था और सरकार ने नैतिक व्यापार प्रथाओं का आश्वासन दिया गया था इसलिए उन पर कुछ जोर देने की आवश्यकता थी एनरॉन की प्रमुख धोखाधड़ी भी हमने देखि है वर्ल्ड कॉम नामक कंपनी में भी एनरॉन के बाद हमने बड़ी धोखाधड़ी देखि और यह भी एक बड़ी अमेरिकी श्रृंखला थी यहाँ कानून के कुछ प्रमुख प्रावधानों पर चर्चा की गई है लेकिन हम बस उनके बारे में पढ़ेंगे तो एक नया बोर्ड जिसे पब्लिक कंपनी अकाउंटिंग ओवरसाइट बोर्ड के अधिकार के तहत गैर लाभकारी संगठन के रूप में बनाए गए लेखा परीक्षकों पर नियामक था AICPA जैसी पेशेवर संस्था भारतीयों के बराबर है उनके पास अब बहुत ताकत नहीं है यह एक सार्वजनिक लेखा निरीक्षण बोर्ड है जो मुख्य रूप से लेखा परीक्षकों पर निगरानी के लिए बनाया गया है अब लेखा परीक्षक स्वतंत्रता थे अब यह लेखा परीक्षकों को कंसल्टेंसी जैसी अन्य सेवाओं को लेने से रोकता है ह और ऑडिट भागीदारों के रोटेशन का भी ध्यान रखता है हितों के किसी भी टकराव से बचना चाहिए इसलिए एक ही व्यक्ति जिसने सीईओ या सीएफओ रूप में इस्तीफा दे दिया है उसे ऑडिट नहीं करना चाहिए फिर कॉर्पोरेट जिम्मेदारी इसके लिए ऑडिट कमेटी की न्यूनतम स्वतंत्रता मानक स्थापित की गई और सीईओ और सीएफओ को सत्यता और सटीकता के लिए आवधिक रिपोर्ट को प्रमाणित करना चाहिए वित्तीय प्रकटीकरण नए लेखांकन मानकों को लाया गया और इसके तहत ऑफ बैलेंस शीट में लेनदेन का खुलासा और वास्तविक समय में बैलेंस शीट का खुलासा ज़रूरी हो गया ब्याज के विश्लेषक संघर्ष शेयर बाजार में विश्लेषक काम करते हैं उनके साथ भी कंपनी के साथ हितों का टकराव होता है तो अनुसंधान की निष्पक्षता में सुधार और निवेशकों को उपयोगी और विश्वसनीय जानकारी प्रदान करना एक ज़रूरी उद्देश्य था आयोग के संसाधन और अधिकार SEC ने ठीक से देखरेख करने के लिए एक आयोग बनाया जो कानून के तहत कार्य करता था अध्ययन और रिपोर्ट अमेरिका का नियंत्रक महाप्रबंधक जो एक सार्वजनिक निकाय उन्होंने सार्वजनिक लेखा फर्मों के समेकन पर एक अध्ययन किया प्राइस वाटरहाउस कूपर्स जैसी फर्मों ने एक प्रकार का एकाधिकार बनाया हुआ था तो उसके प्रभाव पर भी अध्ययन किया गया कॉर्पोरेट और आपराधिक धोखाधड़ी की जवाबदेही आम तौर पर सफेद अपराध बेहिसाब चले जाते हैं और उनपर ज्यादा जुर्माना नहीं होता लेकिन अब उनकी पेनल्टी भी बढ़ा दी गई तो सफेदपोश अपराध दंड की पेनल्टी की भी वृद्धि की गई CEO को अधिक जवाबदेह बनाने के लिए CEO द्वारा कॉर्पोरेट टैक्स रिटर्न दाखिल किया जाना ज़रूरी बना दिया गया कॉर्पोरेट धोखाधड़ी की जवाबदेही भी बढ़ाई गई थी बाद में JOBS एक्ट में भी संशोधन किया गया ताकि SOX एक्ट को बदला जा सके यह अमेरिका और उन सभी अंतरराष्ट्रीय कंपनियों पर भी लागू होता है जिन्होंने अमेरिका में इक्विटी या ऋण सूचीबद्ध किया है इसीलिए यह एक प्रकार का वैश्विक अधिनियम बन गया है यह सभी ऑडिट फ़र्म पर भी लागू होता है इसके लिए कुछ आलोचनाएँ भी थी क्यूंकि इसे बहुत नियंत्रण में ला रही हैं लेकिन कुल मिलाकर यह पसंद किया जा रहा था और इसे बेहतर निवेश विश्वास और अधिक सटीक और विश्वसनीय कथन के लिए भी सराहा जा रहा था तो पूरा उद्देश्य नैतिक संस्कृति का पोषण करना था हमने पहले ही देखा की भारतीय प्रणाली में हम नैतिकता पर जोर देते हैं अब अमेरिका में नैतिक संस्कृति के अधिनियम के तहत भी जोर दिया जा रहा था अब इसी तरह के कृत्य दुनिया के कई देशों द्वारा पेश किए गए थे उदाहरण के लिए C SOX जर्मनी जापान दक्षिण अफ्रीका और कई देशों में इसी तरह के कानून पेश किये गए हैं भारत में कॉर्पोरेट प्रशासन कानूनों में भी कुछ बदलाव किए गए थे और आज नियमों को और अधिक कठोर बना दिया गया है इसके साथ हम कॉर्पोरेट शासन पर अपनी चर्चा को रोकेंगे हमने यह चर्चा की है की शासन क्या है हमने विभिन्न वैश्विक मॉडलों को भी देखा है फिर हमने चर्चा की शासन की विफलता का एक बड़ा उदाहरण एनरॉन का मामला है और हमने मुख्य रूप से SOX जैसे सुधारों को देखा तो इसके साथ हम यही रुकेंगे